डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेरी भाषाओं के मूलभूत गणितीय मॉडल पर इस वर्तमान मॉड्यूल में चर्चा की जानी है तो यह वही है जो हमने पिछले मॉड्यूल में किया था वर्तमान 1 में हम औपचारिक क्वेरी भाषाओं को समझने के लिए काम करेंगे मुख्य रूप से रिलेशनल अलजेब्रा और हम बीजगणित और दो गणनाओं के बीच समानता का उदाहरण देंगे तो औपचारिक रिलेशनल पर आधारित आधारित है तो हम रिलेशनल अलजेब्रा से शुरू करते हैं इसे 1970 में Edgar F Codd द्वारा IBM में बनाया गया था इसलिए आप देख सकते हैं कि यह एक पुरानी सूत्रीकरण है यह एक प्रक्रियात्मक भाषा है इसमें छह ऑपरेटर बनाते हैं तो हम select ऑपरेशन को संतुष्ट करता है तो इस प्रेडीकेट हो सकता है इसलिए यह देखते हुए कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को शुरू करने के समय दिखाया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक और अधिक जटिल प्रोपोज़िशनल फार्मूला है अगला हम दूसरे ऑपरेशन में बनाए रखा जाएगा Π A1 A2 Ak तो परिणाम को r के उन सभी कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं जहां यह विशुद्ध रूप से सेट सिद्धांत है इसलिए प्रोजेक्शन में किया जाता है

इसलिए एक उदाहरण के रूप में हम दिखाते हैं कि 2009 के सेमेस्टर में पढ़ाए गए सभी कोर्सेज का प्रदर्शन किया जाता है और यह यहां दोहराए गए पहले का उदाहरण है Πcourse id सेट डिफरेंस को खोजने के लिए जो 2009 में पढ़ाया जाता है लेकिन वसंत 2010 में नहीं Πcourse id तो अंतिम स्लाइड में यूनियन का उपयोग कैसे कर सकते हैं यह भी पहले उदाहरण से परिणाम है सेट इंटरसेक्शन के लिए भी एक प्रकार की पकड़ arity के बारे में और संगतता के बारे में एक ही धारणा है और यह पहले का उदाहरण है अगला कार्टेशियन प्रोडक्ट s से होने पर null आता है R ∩ S Φ यदि ऐट्रिब्यूट्स में रीनेम ऑपरेशन हो सकते हैं डिवीजन हैं

इसलिए यदि आप z और x के बीच ऐट्रिब्यूट्स y के शेष सेट पर क्या होता है तो यह वही है हमारे पास यह x ऐट्रिब्यूट्स r का एक हिस्सा होना चाहिए तो यहाँ पर हर टुपल की सुविधा नहीं होगी तो एक विभाजन का परिणाम एक रिलेशन का वह भाग है जो r में दिखाई देता है और उस पर y भाग पर यह भिन्न भाग से मेल खाता है तो आपके पास वह tr X ts है जहां ts वास्तव में मौजूद हैं यह s के सभी टुपल है हम एक उदाहरण लेते हैं हम कहते हैं कि यह रिलेशन s है मैं r ÷ s की गणना करने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए जो मैं चाहता हूं वह इस ऐट्रिब्यूट्स r में है β1 है और β2 भी है इसलिए β भी रिलेशन γ 2 r में नहीं है अगर मेरे पास r में γ 2 है जो परिणाम में जाएगा इसलिए अगर मैं यह कह सकता हूँ कि फिर से पूरे रिलेशन को चुना जाएगा और इसी तरह हमें α और β का परिणाम मिलेगा आइए हम एक और उदाहरण देखें तो यह है कि r में पाँच ऐट्रिब्यूट्स पर relation S का तो अगर हम यहाँ देखें तो यह a1 b1 a1 b1 है यहाँ ये समान हैं

तो यह विशेष रूप से टपल के व्यापक सेट पर समान हैं हम उन्हें अंतिम परिणाम में इकट्ठा करेंगे तो यह डिवीजन ऑपरेशन से पता लगाया जाएगा इसलिए औपचारिक रूप से रिलेशनल अलजेब्रा में दे सकते हैं अब रिलेशनल अलजेब्रा नहीं है यही बात अन्य योगों के संदर्भ में भी की जा सकती है एक दूसरे सूत्रीकरण का भी उपयोग किया जाता है जिसे टपल रिलेशनल कैलकुलस में आप क्या निर्दिष्ट कर रहे हैं शर्त यह है कि आप यह निर्दिष्ट कर रहे हैं कि यह स्थिति क्या है तो जो ट्यूपल्स है तो यह ऐट्रिब्यूट्स there is ⇒ है जो कहता है कि यदि x सत्य है तो y सत्य है यदि x असत्य है तो पूरी बात रिक्तता से सत्य है और जो इसे मुख्य रूप प्रेडीकेट कैलकुलस को संतुष्ट करता है इसी तरह एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस प्रकार का सूत्र हैं और इसके साथ ही हम किसी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं पूर्ण रूप से रिलेशनल सेट अनंत है तो इस तरह की एक्सप्रेशन्स की सीमित संख्या मिलती है एक तीसरी औपचारिकता जो मौजूद है उसका उपयोग डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के रूप में किया जाता है यह भी नॉन प्रोसीज़रल t लिखने के बजाय हम इसे उसके सभी घटकों के संदर्भ में विस्तृत करते हैं तो हम अलग अलग n ऐट्रिब्यूट्स का कारण बनता है अब हमने जिन तीन औपचारिकताओं को देखा है हम प्रत्यक्ष गणितीय प्रमाणों में नहीं जाएंगे लेकिन अगली कुछ स्लाइड्स में मैं सिर्फ यह बताता हूं कि वे समकक्ष हैं क्या मतलब है कि अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा और इसके विपरीत में एक समतुल्य expression लिखना संभव है इसलिए अगर मैं इनमें से किसी एक औपचारिकता में एक्सप्रेशन के संदर्भ में इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए उनकी समानता इस तथ्य से बहुत मिलती जुलती है कि आपके प्रेडीकेट कैलकुलस फार्मूला और गणना के बीच समानता के लिए इतना स्पष्ट नहीं है इसलिए हम केवल उदाहरण के लिए मूल संचालन के कुछ उदाहरण दिखाते हैं जैसे सेलेक्ट ऑपरेशन इकट्ठा करना चाहते हैं जहां b 17 स्वाभाविक रूप से टपल रिलेशनल कैलकुलस में दो घटक होते हैं a और b तो आपको यह कहना होगा कि एक साथ लिया गया घटक r से संबंधित होना चाहिए और घटक b 17 के बराबर होना चाहिए a b € r b 17 तो आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट के बीच समानांतर को देखना बहुत सरल है यह एक उदाहरण के माध्यम से है लेकिन आप निश्चित रूप से इसे प्रमाण के रूप में देखें इसी तरह प्रोजेक्शन पर वे मेल खाते हैं इसलिए यह एक ही बात है कि रिलेशनल अलजेब्रा में लिखी जा सकती है आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और खुद को समझा सकते हैं आप इसे रिलेशनल अलजेब्रा निश्चित रूप से एक समान तरीके से होगा यूनियन निश्चित रूप से सीधा है इसलिए आप इसे स्वयं कर सकते हैं सेट डिफरेंस में भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन जो कि r और s दोनों में होता हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट q से मेल खाते हैं यदि ये सभी स्थितियां एक साथ होती हैं तो स्वाभाविक रूप से यह टपल है इसलिए आप उदाहरण ले सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं और खुद को समझा सकते हैं कि ये वास्तव में समकक्ष हैं हम नेचुरल ज्वाइन गणना में समान है डिवीजन कैसे कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली बार हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर भाग के विरुद्ध उपलब्ध होना चाहिए जैसा कि हमने कहा कि परिणाम में एकत्र किया जाएगा सलिए संक्षेप में हमने कुछ उदाहरणों के साथ मुख्य रूप से रिलेशनल अलजेब्रा और गणना समतुल्य हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समतुल्यता को समझने के लिए और अधिक उदाहरणों पर काम करें या यदि आप वास्तव में उत्साहित हैं तो कृपया उनकी समानता को औपचारिक रूप से साबित करने का प्रयास करें